मानव संसाधन प्रबंधन की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है मैं आराधना मलिक हूँ मैं इस कोर्स में आपकी मदद कर रही हूँ हम रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन के बारे में बात कर रहे हैं मैंने आपके साथ रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन के कई अलग अलग दृष्टिकोण को साझा किया है आज मैं इस व्याख्यान में कुछ चीजों के बारे में बात करुँगी मैंने यहाँ जिन पत्र पत्रिकाओं का उल्लेख किया है वे ये हैं मैंने एक पेपर गेरपोट द्वारा और दूसरा क्रेमर द्वारा संदर्भित किया है मुझे वर्तनी में गलती के बारे में खेद है यह के आर ए एम ए आर है और मैं आपको वह पत्र दिखाऊंगी तो यह गेरपोट द्वारा लिखा पत्र है मुझे आशा है मैं नाम का उच्चारण ठीक कर रही हूँ मानव संसाधन प्रबंधन तनावों के समाधान के लिए और सही रणनीति मानव संसाधन प्रबंधन तनावों को हल करने और वैकल्पिक दिशाओं पर चर्चा करने के लिए बिजनेस पार्टनर मॉडल की कार्यक्षमता की जांच करना औरयहां रॉबिन कर्मार का दूसरा पत्र है इसे कहा जाता है स्थाई मानव संसाधन प्रबंधन यह रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन से परे है जो अगला दृष्टिकोण है मैंने आपको बताया कि नेटवर्क मानव संसाधन प्रबंधन मानव संसाधन प्रबंधन के वायदा में से एक है इस वर्ग में मैं आपके साथ मानव संसाधन प्रबंधन के कुछ तनाव साझा करुँगी और फिर इसके बाद मैं आपके साथ स्थायी मानव संसाधन प्रबंधन के बारे में बात करुँगी जो कि मानव संसाधन प्रबंधन मॉडल है भविष्य के लिए इसके अलावा मानव संसाधन प्रबंधन का नेटवर्क मॉडल तो एचआर के लिए दो भविष्य के निर्देश नवोदित मानव संसाधन पेशेवरों जैसे आप सभी एच आर एम में विरोधाभासी तनाव क्षेत्र को विकसित करने की आवश्यकता क्यों है मानव संसाधन प्रबंधन के इस क्षेत्र को विकसित करने की आवश्यकता क्यों है क्षेत्र को विकसित करने की आवश्यकता है कुछ तनावों के कारण कुछ असंतोषों के कारण क्योंकि हम देख सकते हैं कुछ चीजें हैं जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है ठीक है विरोधाभासों को विरोधाभासी के रूप में परिभाषित किया गया है फिर भी परस्पर संबंधित तत्व जो एक साथ मौजूद हैं और समय से साथ बने रहते हैं तो विरोधाभास दो हैं बहुत विपरीत बहुत ही प्रासंगिक विचार जो एक ही समय में मौजूद हैं जो इस मुद्दे को दो अलग अलग दिशाओं में रखते हैं विरोधाभासी तनाव राज्यों और घटनाओं का गठन करते हैं जो विरोधाभास के दो विरोधी ध्रुवों के कारण होता है दो अलग दृष्टिकोण हैं दो अलग अलग स्तंभ सिद्धांत होने हैं एक मुद्दे के बारे में दो अलग अलग बहुत मजबूत राय होनी चाहिए या किसी मुद्दे पर दो बहुत मजबूत पक्ष जो किसी चीज़ को रखते हैं उस मुद्दे को दो अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं इसे एक विरोधाभास कहा जाता है एचआरएम पेशेवर लगातार संघर्ष कर रहे हैं उच्च प्रशंसा के बीच तनाव से उन्हें लगता है वे इसके लिए पात्र हैं क्योंकि वे कर्मचारियों को संगठन के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी संसाधन के रूप मेंऔर निम्न स्थिति HRM पेशेवरों को वास्तव में कंपनियों में प्रशासनिक कर्मचारियों के रूप में पाते है तो मैं एचआर पेशेवरों के जीवन के बारे में बात कर रही यह पेपर इसी के बारे में बात करता है यह आपके जीवन के लिए बहुत प्रासंगिक है एचआरएम में कुछ श्रेणियां विरोधाभासी तनाव जहां तक एचआर पेशेवर एचआर प्रबंधकों का संबंध है यहां पहला तनाव पहचान का तनाव है जहाँ कर्मचारी महसूस करते हैं चाहे वे ग्राहकों के लिए वकील हों या प्रबंधकों के वार्ड हमने इस बारे में पिछले व्याख्यान में बात की थी यहाँ सीखने का तनाव हैं मानव संसाधन प्रबंधकों को एक नया ज्ञान कब प्राप्त करना चाहिए स्थिरता बनाम परिवर्तन क्या मुझे पर्याप्त जानकारी हैक्या मुझे और जानने की जरूरत है क्या मुझे अपने कर्मचारियों को अधिक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है क्या मुझे जरूरत हैक्या कर्मचारियों को अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है जो वे कर रहे हैं क्या वे ठीक हैं यह संगठन के रणनीतिक लक्ष्यों में कैसे फिट बैठता है मैं रेखा कहां खींचता हूँ मैं कितना निवेश करूँ मैं जो कुछ भी हुआ है उसकी प्रगति का मूल्यांकन करने का निर्णय कब लेता हूँ यह सब रणनीतिक एचआरएम का हिस्सा है आयोजन के तनाव और यह एचआर मैनेजर पर बहुत अधिक बोझ डालता है क्योंकि मानव संसाधन प्रबंधक को पता लगाना पड़ता है या निरंतर आधार पर इन ज़रूरतों का आकलन करना होता है तीसरा तनाव है आयोजन का तनाव कैसे मानव संसाधन प्रबंधकों प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना प्रक्रियाओं का प्रतिधारण बनाम प्रतिनिधि की नियुक्ति करना चाहिए उन्हें अपने दम पर कितना करना चाहिए उन्हें क्या सौंपना चाहिए उन्हें क्या आउट सोर्स करना चाहिए अन्य कर्मचारियों को कितना करना चाहिए कौन क्या करे यह सब कुछ है जो लगातार किसी प्रकार का तनाव पैदा कर रहा है ठीक है प्रदर्शन का तनाव मानव संसाधन प्रबंधकों और मानव संसाधन प्रबंधन विभाग के प्राथमिक लक्ष्य क्या हैं क्या यह परिचालन है या प्रशासनिक है या यह रणनीतिक है रणनीतिक का अर्थ है कुछ ऐसा जिसका उद्देश्य भविष्य है ऑपरेशन का मतलब है आज जो कुछ हो रहा है आज का काम चलते रहना आज के कामकाज को संभाल कर रखना तो मानव संसाधन पेशेवर का काम क्या है और एक लाइन यहाँ पर कहाँ खींचता है मेरा मतलब है यह कितना चालू है और यह कितना रणनीतिक है आज क्या करने की जरूरत है और कल तक क्या इंतजार कर सकता है कल की तैयारी में क्या करने की जरूरत है आज को सर्वश्रेष्ठ बनाने में मदद करने के लिए आज क्या करना होगा और कल को बेहतर बनने में मदद करने के लिए क्या किया जाना चाहिए और यही संघर्ष एचआर पेशेवर लगातार करते हैं इस पेपर में जिन कुछ कोपिंग रणनीतियों का सुझाव दिया गया है स्थानिक पृथक्करण हैं जब एचआर प्रबंधकों के रूप में आप इन तनावों का सामना करते हैं तो आप विभिन्न संगठनात्मक इकाइयों में ध्यान के विभिन्न ध्रुवों को आवंटित कर सकते हैं तो आप वर्गीकृत कर सकते हैं आप इन अलग अलग तनावों का संकलन कर सकते हैं आप कह सकते हैं ठीक है इस विशेष गतिविधि के संदर्भ में मुझे इस समययही करना होगा और यह आपकी मदद करेगा उस तनाव को कम करेगा या आपकी मदद करेगा उस दुविधा को हल करेगा इसलिए आप कंपार्टमेंटल करें आप चीजों को वे जिसका हिस्सा है उस संदर्भ के भीतर देखते हैं अस्थायी पृथक्करण तय करता है तुरंत क्या करने की आवश्यकता है और क्या इंतजार कर सकता है और फिर एक निर्णय ले लो विरोधाभास के इन दो ध्रुवों में से इन दोनों पक्षों में से किस की तत्काल आवश्यकता है अभी किया जाना चाहिए अब अभी इस समय में क्या अधिक महत्वपूर्ण है और बाद में क्या देखा जा सकता है और फिर आप एक निर्णय ले सकते हैं संश्लेषण विरोधी ध्रुवों का तनाव को कम कर रहा है मौखिक रूप से अमूर्त के माध्यम से या सक्रिय रूप से आवास के माध्यम से तो आप एक मध्य मैदान में आ सकते हैं ये एचआर मैनेजर के रूप में आपकी भूमिका के साथ इस तरह से मुकाबला करने के कुछ तरीके हैं सतत चिरस्थायी एचआरएम यह एक अलग पेपर है और यह वही है जिसके बारे में मैं आपसे और अधिक विस्तार से आज बात करूँगी सतत एचआरएम एक संगठन को सक्षम करने के उद्देश्य से नियोजित या उभरती मानव संसाधन रणनीतियों और प्रथाओं का पैटर्न है यह एक संगठनात्मक लक्ष्य नहीं होना चाहिए यह एक संगठनात्मक लक्ष्य होना चाहिए ठीक यहाँ ठीक है एक संगठनात्मक लक्ष्य उपलब्धि एक साथ एचआर बेस को पुन पेश करते हुए एक लंबे समय तक चलने वाले कैलेंडर वर्ष में और स्वयं प्रेरित पक्ष के लिए नियंत्रण और प्रतिक्रिया प्रभाव एचआर सिस्टम पर एचआर बेस पर और इस प्रकार कंपनी पर ही तो आप कैसे करते हैं संगठन के रणनीतिक लक्ष्यों में योगदान करते हुए अभी भी रणनीतिक लक्ष्यों का पालन करते हुए शो को चालू रखते है यह लंबी खींची गई परिभाषा है आइए हम एक सरल स्पष्टीकरण पर आते हैं सतत एचआर मान लेता है कि एक संगठन एक खुली प्रणाली है जिसे कम से कम अपने मानव संसाधनों को विकसित करने और पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है जहां तक यह उनका उपभोग करता है इसलिए हम हैं और यह विरोधाभास से जुड़ा हुआ है कि मैं पहले के बारे में बात कर रहा था तो यह एक है आप जानते हैं हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं हम कहाँ हैं हमें कहाँ जाना है अब क्या करने की जरूरत है आगे क्या करने की जरूरत है इसलिए स्थायी एचआरएम मानता है कि आप जो भी उपयोग कर रहे हैं आप लगातार उसकी भरपाई कर रहे हैं आप अपने रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार समय के साथ चल रहे हैं चिरस्थायी एचआरएम के उद्देश्य आज की तेजी से भागती दुनिया के साथ टिके रहना है यह हमारे लिए स्थायी मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव प्राथमिक संसाधन है जो संगठनों के पास है और फिर मुझे हाल ही में हमारे सहयोगियों में से एक प्रोफेसर फारूक मिस्त्री के बारे में एक लेख प्राप्त हुआ कि कैसे दुनिया को कुछ समय में रोबोट अपने अधिकार में ले सकते हैं लेकिन मुझे यकीन है कि इंसान कभी पूरी तरह से व्यापार से बाहर नहीं होगा तो आप जानते हैं कि आप कैसे शो को चालू रखते हैं आप लोगों को कैसे जोड़े रखते हैं आप लोगों को कैसे रखते हैं आप लोगों की क्षमताओं का विकास कैसे करते हैं जो इस तरह से काम करने में लगे हुए हैं ताकि आउटगोइंग कौशल और प्रतिभा और प्रेरणा और संतुष्टि और उस सब के आने वाले पूल के साथ संतुलित हो इसलिए उद्देश्य एक लंबे समय तक चलने वाले कैलेंडर वर्ष में दक्षता और स्थिरता के संतुलन अस्पष्टता और द्वैतता के लिए हैं अस्पष्टताओं को संतुलित करते हुए भविष्य में अनिश्चितता और दक्षता और स्थिरता का द्वंद्व तो मेरा मतलब है आप कैसे दक्षता और स्थिरता के बीच संतुलन आकर्षित करते हैं आप संतुलन कैसे आकर्षित करते हैं आप जो सबसे अच्छा कर सकते हैं और जो आप कर सकते हैं और इसे बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा कर रहे हैं की गति को बनाए रखने के बीच आप जानते हैं लंबे समय तक इसके साथ अनुरूप होना एक संगठन के मानव और सामाजिक संसाधन आधार को विकसित करने और पुन पेश करने के लिए पारस्परिक विनिमय संबंधों की मदद करने के लिए उदाहरण है इसलिए यह दूसरा उद्देश्य है कि रिश्तों को भी बनाए रखना है आउटपुट इनपुट अनुपात समय की लंबी अवधि में बनाए रखा जाना चाहिए और मानव संसाधन आधार पर और मानव संसाधन के स्रोतों पर मानव संसाधन गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों का मूल्यांकन और मूल्यांकन करने के लिए इसलिए मानव संसाधन आधार के लिए संसाधनों का निरंतर प्रवाह कैसे प्राप्त करें आप जानते हैं उनके कौशल को अद्यतन रखना जब पुराने लोग छोड़कर जाएं तब नए लोगों को लाना उत्तराधिकारी की योजना है यह सब हमने अब तक किया है स्थायी मानव संसाधन प्रबंधन की इस पूरी अवधारणा को जोड़ता है अन्तर्वाह और बहिर्वाह के साथ संतुलन को बनाए रखना लोगों को पर्याप्त रूप से प्रेरित करते हुए ताकि उनकी उत्पादकता और उन्हें जितना संभव हो उतना उत्पादक हो इसलिए आप जानते हैं इन शेषों को स्थायी एचआरएम के माध्यम से प्राप्त करने की आवश्यकता है जो कि रणनीतिक भविष्य है जो HRM का भविष्य है रणनीतिक HRM का नहीं मुझे क्षमा करें ठीक है यह चिरस्थायी एचआरएम मॉडल है जिसे मैंने उधार लिया है और फिर यह विस्तार नहीं है यह पूरी डिटेल नहीं है वास्तविक मॉडल कागज में है मैंने इस मॉडल के एक हिस्से को फिर से बनाने की कोशिश की है यहाँ पर मैं आपको यह मॉडल कागज में दिखाती हूँ चूंकि यह इस पत्र में है मुझे नहीं लगता कि किसी को इस पर आपत्ति होगी लेकिन हो सकता है मैं इसे समझाने के लिए पेपर में मॉडल का उपयोग कर सकता हूँ तो यह स्लाइड पर नहीं है बस एक पल मैं अभी नीचे स्क्रॉल करूँगा और यह तो ठीक है मुझे लगता है आप इसे देख सकते हैं थोड़ा सा ठीक है तो यह मॉडल है तो इस मॉडल के अनुसार मानव संसाधन का एक स्रोत है जो मानव संसाधन की उत्पत्ति है जो मानव पूंजी में बढ़ता हैमानव क्या कर सकता है और बदले में संगठन मानव संसाधन प्रबंधन रणनीति नीतियों और प्रथाओं के इस मिश्रण में प्रदान करता है जो कि संगठन की रणनीति और संगठन की समग्र रणनीति पर निर्भर करते हैं यह बदले में स्थिरता व्याख्याओं से संबंधित है अब स्थिरता की व्याख्या मानक हो सकती है दक्षता संबंधी हो सकती है और पदार्थ संबंधी हो सकती है सामान्य से संबंधित है क्या किया जाना चाहिए दक्षता उत्पादकता से संबंधित है ठीक है अत आदर्श का संबंध घर से है दक्षता परिणाम से संबंधित है और पदार्थ सामग्री तो स्थिति की स्पर्श्यता सामान्यताऔर दक्षता हमेशा एक दूसरे के साथ तनाव में रहती है क्योंकि चीजों को कैसे किया जाना चाहिए यह दक्षता के अनुरूप नहीं हो सकता है यदि आप एक निश्चित तरीके से काम करना चाहते हैं यदि आप कोनों में कटौती नहीं करना चाहते हैं तो आपकी दक्षता कम हो सकती है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि कोनों को काटना अच्छा है लेकिन कुछ जगहों पर यह आवश्यकता हो सकती है मुझे नहीं पता और फिर दक्षता पदार्थ के इनपुट पर निर्भर है और यहां हमेशा तनाव रहता है अब यह बदले में आदर्शवादी व्याख्याओं में स्थिरता के मानक व्याख्याओं के कुछ संगठनात्मक प्रभाव हैं और ये ज़िम्मेदारी नैतिकता अच्छे रोज़गार देखभाल कार्यस्थल गुणवत्ता वगैरह हैं तो ये संगठनात्मक प्रभाव हैं अगर आप सही काम करते हैं तो लोगों को लगता है कि आप जानते हैं कि इन सभी चीजों को पूरा किया जा सकता है दक्षता के कुछ संगठनात्मक प्रभाव हैं और वे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ नवोन्मेषी उत्पादकता को बनाए रखते हैं इसलिए यदि आप उत्पादक हैं यदि आपकी दक्षता अधिक है तो आपका प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बना रहता है और आप नया करने में सक्षम हैं और उत्पादकता अधिक है तो स्थिरता के पदार्थ संबंधी व्याख्याओं का संगठनात्मक प्रभाव जिसका मतलब है कि चीजों को रखना मैं फिर से स्थिरता पर जोर दे रहा हूँ इसका मतलब है कि आउटपुट इनपुट द्वारा संतुलित है तो पदार्थ कोण फिर से संगठनात्मक प्रभाव मानव संसाधनों के साथ टिकाऊ आपूर्ति में दीर्घकालिक व्यवहार्यता समस्या को सुलझाने की क्षमता और एक स्वस्थ कार्य बल है ठीक है तो यह वही है जो आपको उत्पादन करने की आवश्यकता है यह और यह वही है जो आपको इस को बनाए रखने के लिए चाहिए अब सामाजिक प्रभाव स्थिरता की आदर्शवादी व्याख्याओं के सामाजिक प्रभाव सामाजिक हित को जवाबदेही देते हैं जिन्होंने विश्वास और भरोसेमंदता जीवन की गुणवत्ता अच्छे संबंधों में प्रयास किएहैं तो ये सभी स्थिरता की आदर्शवादी व्याख्याएँ हैं स्थिरता की मानक व्याख्याओं के सामाजिक प्रभाव दक्षता व्याख्याओं का सामाजिक प्रभाव मानव पूँजी की मानव पीढ़ी है स्थिरता की पदार्थ व्याख्याओं के सामाजिक प्रभाव एचआर परिवारों और स्कूलों के संसाधनों की व्यवहार्यता हैं और मेरा मतलब है कि ये भौतिक चीजें हैं जो मानव पूँजी का उत्पादन करने के लिए आवश्यक हैं और वह बदले में फ़ीड करता है और इस पर निर्भर है तो यह है कि कैसे इन बक्से एक दूसरे से संबंधित हैं पसंद की पहचान के कर्मचारी तो यह सब फिर व्यक्तिगत प्रभाव भलाई है स्थिरता के मानक व्याख्याओं के सामान्य रूप से व्यक्तिगत प्रभाव हैं कल्याण जीवन की गुणवत्ता पहचान की भावना इसलिए व्यक्तिगत स्तर पर जो आगे बढ़ता है और बदले में प्रदर्शन संतुष्टि और प्रेरणा से प्रभावित होता है जो आगे बढ़ता है और बदले में रोज़गार से प्रभावित होता है आपको कौन ले जाता है कौन आपको नौकरी देता है रोज़गार आजीवन सीखने काम संतुलन उत्थान और स्वास्थ्य जैसा कि आप देख रहे हैं कि कर्मचारी स्वास्थ्य खराब हो रहा है हमने इसके बारे में पहले बात की है मानसिक और शारीरिक रूप से और यहां तक कि सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहना बहुत महत्वपूर्ण है पारिस्थितिक प्रभाव जहाँ तक मानदंड का संबंध है यहाँ ऊर्जा का उपयोग किया जाता है इष्टतम ऊर्जा का उपयोग कार्य वगैरह के पेपर लोकेशन का उपयोग काम की लागत में कमी आदि यह परिणाम वगैरह से प्रभावित होता है अब यह बदले में हरे रंग के उत्पादों और सेवाओं और स्वयंसेवी कार्यक्रमों से प्रभावित है और यह सब फिर एचआरएम रणनीति नीतियों और प्रथाओं से प्रभावित है और यह सब एक संगठनात्मक संदर्भ में हो रहा है और यह बदले में एचआरएम रणनीति के स्रोत में प्रदान है एचआर मूल के स्रोत में प्रदाय है अब यह सब सामाजिक आर्थिक पारिस्थितिक संस्थागत और तकनीकी संदर्भ द्वारा निर्धारित किया जा रहा है और यह वह ढाँचा है मैं वास्तव में चाहता हूँ कि आप इसके बारे में सोचें मेरा मतलब है कि यह इस तरह की एक विस्तृत ऐसी शानदार रूपरेखा है जो मानव संसाधनों के विभिन्न पहलुओं को मानव संसाधन कार्य को टिकाऊस्थिर बनाने में मदद करती है आइए हम यहाँ प्रस्तुति के लिए वापस आते हैं तो मानव पूंजी तोमैंने आपके साथ यह सब चर्चा की अब ये स्थिरता की विभिन्न व्याख्याएं हैं Refer Slide Time 1927 मानव संसाधन कार्यों को और अधिक स्थिर बनाने में मदद करने के लिए मानव संसाधन नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले कुछ कारको की आर्थिक सामाजिक और पारिस्थितिक परिणामों के संदर्भ में उपयुक्तता हैं आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए उपयुक्त सामाजिक ज़रूरतों के अनुरूप होने की जरूरत है जो कुछ भी आप करते हैं उसके आर्थिक सामाजिक और पारिस्थितिक परिणामों के संदर्भ में वर्तमान ज़रूरतों और भविष्य की ज़रूरतों के लिए प्रासंगिकता भविष्य की अनुमानित करने की जरूरत है आपको नहीं पता कि भविष्य क्या है लेकिन आपको भविष्य की योजना बनाने में सक्षम होने की आवश्यकता है और यह अनुमान अभी करना है और आपको यह पता लगाने की आवश्यकता है कि आपको क्या चाहिए और इसे प्राप्त करने की आवश्यकता है ठीक है प्रबंधन से समर्थन महत्वपूर्ण समर्थन है नीतियों को परिभाषित करने और नीतियों को लागू करने में शीर्ष प्रबंधन महत्वपूर्ण समर्थन है स्थायी मानव संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है या ऐसी नीतियाँ जो आपके मानव संसाधन को टिकाऊ बनाने में आपकी मदद करती हैं निष्पक्षता के संबंध में धारणा इस पर जोर नहीं दे सकते कर्मचारी नीतियों को निष्पक्ष बनाने के लिए आप पूरी कोशिश कर सकते हैं लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जब तक कर्मचारी उन्हें निष्पक्ष नहीं देखते हैं तब तक वे उन्हें उचित नहीं मानते हैं क्योंकि उन्हें निष्पक्ष नहीं माना जा सकता है और अगर कर्मचारियों को लगता है कि नीतियाँ उचित हैं तो उनकी प्रेरणा बढ़ जाएगी उनकी भागीदारी बढ़ जाएगी और संगठन के समग्र उद्देश्यों में उनका योगदान बढ़ जाएगा तो यह सब एक दूसरे के साथ संबंध में है और मैं सिर्फ उसी बात पर वापस जाऊँगा जिस पर हमने बहु स्तरीय व्याख्यान में रणनीतिक एचआरएम के बहु स्तरीय मॉडल पर चर्चा की थी अब अगर कर्मचारियों को आप पर भरोसा है अगर कर्मचारियों को सिस्टम पर भरोसा है तो उनकी प्रदर्शन करने की इच्छा बढ़ जाएगी और वह बदले में संगठन के स्तर पर टीम के चरण में मानव पूंजी के गठन में परिणाम देगा तो यह सब यहाँ बहुत आवश्यक है विश्वास है कि वे निष्पक्षता की धारणा है कि वे इस प्रक्रिया के बारे में है बिल्कुल महत्वपूर्ण है नीतियों को समझने की दृश्यता और सहजता आप एक नीति तैयार करे लेकिन अगर कर्मचारी नीति को नहीं समझते हैं तो वे योगदान नहीं दे पाएंगे वे उन नीतियों का उपयोग नहीं कर पाएंगे और वे उन नीतियों का पालन नहीं कर पाएंगे जिस तरह से वे करना चाहते हैं तो यह नितांत आवश्यक है निर्णय निर्माताओं के बीच स्थिरता की धारणा नीतियों को बनाने की जरूरत है आप जानते हैं कि विभिन्न लोग विभिन्न चरणों में विभिन्न नीतियों के निर्माण में योगदान देंगे लेकिन नीतियों को उन लोगों के समूह के परामर्श से तैयार करने की आवश्यकता है जो उन्हें एक साथ रख रहे हैं उस सरल कारण के लिए जिसे आप जानते हैं कि जब आप अलग अलग वरिष्ठ लोगों से अलग अलग इनपुट प्राप्त करते हैं तो कभी कभी अगर वे एक दूसरे से बात नहीं करते हैं तो जिस तरह से नीतियों के बारे में बात की जाती है वे ऐसे प्रतीत हो सकते हैं जैसे कि वे एक दूसरे के विपरीत हैं इसका मतलब है कि निर्णय लेने वालों के बीच असंगति को माना जा सकता है उदाहरण के लिए आपका एचआर व्यक्ति कहता है कि या आपकी टीम के प्रबंधक या आपके पर्यवेक्षक का कहना है कि लचीले घंटे ठीक हैं और फिर आपका एचआर हेड या एचआर डिपार्टमेंट ठीक कहता है लचीले घंटे तब तक ठीक हैं जब तक कि आप प्रति सप्ताह अधिकतम 20 घंटे पार न करें इसलिए आपको 20 घंटे काम करने और 20 घंटे काम करने की आवश्यकता होती है जो कि लचीलेपन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ऐसा आपके तत्काल पर्यवेक्षक का कहना है कि लचीले घंटे ठीक हैं और आपको ये विवरण नहीं देते हैं एचआर मैनेजर का यह कहना है और फिर अचानक आपको वरिष्ठ वीपी से एक नोट या ज्ञापनमेमो मिलता है जो कहता है कि बहुत सारे लोग सुबह बहुत जल्दी कार्यालय आ रहे हैं और बहुत सारे लोग देर रात आ रहे हैं और यह है या हो सकता है आप जानते हैं और यह एसी गार्ड लाइट्स कंप्यूटर वगैरह के चलने के मामले में उच्च परिचालन लागत के परिणामस्वरूप होता है इसलिए हमारे पास आपके अधिकतम पता नहीं हो सकता है 40 घंटे के काम के सप्ताह में 10 से अधिक फ्लेक्सी टाइम हो सकता है और आप कहते हैं कि क्या चल रहा है कोई संगति क्यों नहीं है या यह व्यक्ति कहता है कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे सुबह 8 से शाम 6 बजे के बीच करने की कृपा करें तो आप कहते हैं कि ये लोग एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते हैं और हमें बताएं कि वास्तव में क्या अपेक्षित है इसलिए असंगतता है या अचानक मानव संसाधन विभाग का कहना है कि कोई लचीला समय नहीं है यदि आप देर से आते हैं तो आप जानते हैं कि देर से आने पर जुर्माना लगेगा और आप कहते हैं कि ठीक है फ्लेक्सी टाइमिंग और फिर देर से आना मेरा मतलब है कि मैं कहां जाऊँ तो इस तरह का भ्रम पैदा होता है अगर निर्णय लेने वालों में स्थिरता नहीं है फिर कर्मचारी समर्थन नीतियों के निर्माण में एक और एक है हमें कर्मचारियों को नीतियों के निर्माण में शामिल करने की आवश्यकता है कर्मचारियों को नीतियों के निर्माण के लिए सहमत होने की आवश्यकता है क्योंकि वे ही हैं जो वास्तव में उन्हें लागू करने जा रहे हैं अगर उनकी सहमति नहीं होती है तो उनके लिए बनाई जा रही नीतियों को लागू करना बहुत मुश्किल हो जाता है मैंने हाल ही में अपने छात्रों को DRW टेक्नोलॉजीज पर एक केस पढ़ाया और यह वही मुद्दा है जिससे वे निपटते हैं इसलिए यदि आप उस मामले पर अपना हाथ रख सकते हैं तो इसका अध्ययन करना आपके लिए मददगार हो सकता है व्यष्टि अध्ययन केस स्टडी हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के माध्यम से उपलब्ध है मैं आपके साथ व्यष्टि अध्ययन केस स्टडी साझा नहीं कर सकता लेकिन मैंने तुम्हें नाम दिया है कर्मचारियों के वांछित व्यवहार के संकेत सहित स्पष्ट और कार्रवाई उन्मुख संचार बहुत महत्वपूर्ण है कर्मचारियों को यह जानना आवश्यक है कि उनके द्वारा कब अपेक्षित है उन्हें यह जानने की जरूरत है कि वे कहाँ गलत हो रहे हैं उन्हें यह जानने की जरूरत है कि उन्हें क्या करने की जरूरत है और हमें इन सभी चीजों को ध्यान में रखना होगा और फिर तय करना होगा कि वे कैसे काम करना चाहते हैं और फिर निश्चित रूप से उन्हें यह जानने की जरूरत है कि इन नीतियों का पालन न करने के क्या मायने हैं वह सब बिलकुल स्पष्ट होना चाहिए संगठन के खिलाफ अदालत में कोई भी अस्पष्टता रखी जा सकती है तो कृपया अपने आप को उस कीड़े के लिए नहीं खोल सकते लेकिन पूरी तरह से यह है कि आप जानते हैं कि इनमें से कुछ ऐसे कारक हैं जो मानव संसाधन नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन को प्रभावित करते हैं तो आज मैं आप सभी के लिए है और हम अगली कक्षा में मानव संसाधन प्रबंधन के एक और पहलू पर आगे बढ़ेंगे धन्यवाद